पिछली क्लास में हमने स्ट्रेस फील्ड समीकरण विकसित किए थे और विशेष रूप से हमने स्ट्रेस फील्ड को क्रैक टिप के बहुत निकट के फील्ड में देखा हमने वेस्टरगार्ड द्वारा समाधान देखा है हमने वेस्टरगार्ड समाधान में कुछ संशोधन भी देखे और वेस्टरगार्ड के समीकरणों में आपके पास है महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक इरविन द्वारा किया गया संशोधन है वास्तव में वेल्स और पोस्ट के परिणामों की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक अतिरिक्त पद जोड़ा और यह अनिवार्य रूप से सिग्मा x स्ट्रेस पद है एक मात्रा माइनस सिग्मा नॉट x यद्यपि अंतिम उद्देश्य प्रयोग से K I का पता लगाना हो सकता है आपको सिग्मा नॉट x और K I का पता लगाने के लिए प्रयोगात्मक जानकारी का उपयोग करना होगा और फिर K के मान की रिपोर्ट करनी होगी केवल K का वह मान एक प्रयोग में देखे गए वास्तविक स्ट्रेस फील्ड का प्रतिरूपण करता है इस तरह आपको इसे देखना होगा और हमने यह भी देखा है कि इस स्ट्रेस फील्ड समीकरण का उपयोग करके आप किस प्रकार के फ्रिंज पैटर्न प्राप्त करते हैं हम उन पर फिर से नज़र डालेंगे हमने गणना की है कि क्रैक एक्सिस के साथ अधिकतम शियर स्ट्रेस एक स्थिर मान निकला है यह सामान्य एक्सप्रेशन है जब आप इन्हें प्लॉट करते हैं तो आपके पास इस तरह के फ्रिंज पैटर्न होते हैं और जब हम इसकी तुलना प्रयोगात्मक फ्रिंज पैटर्न से करते हैं तो यह काफी अच्छी तरह से मेल खाता है और यही मैंने कहा इरविन के एक साधारण संशोधन ने आपको फ्रिंज के झुकाव को भी पकड़ने में मदद की है यह सीधा होता जा रहा है जो इस तरह झुका हुआ था फ्रिंजेस का झुकाव इस तरह था और जैसे जैसे आप क्रैक टिप के करीब जाते हैं यह सीधा होता जा रहा है और यही आप फ्रिंज पैटर्न में देखते हैं लेकिन क्रैक एक्सिस के साथ इसने अधिकतम शियर स्ट्रेस का केवल एक स्थिर मान दिया जबकि इस मामले में भी प्रयोग में सूक्ष्म भिन्नता है आप उन समस्याओं में प्रमुख भिन्नता देख सकते हैं जहाँ क्रैक लंबी है या जहाँ क्रैक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फील्ड में स्थित है इसके अलावा हमने यह भी देखा कि टाडा पेरिस और इरविन द्वारा किए गए संशोधन क्या हैं उन्होंने जो देखा वह क्या था उन्होंने ओरिजिन को स्थानांतरित करते हुए देखा हमने एक सरलीकरण किया था हमारे द्वारा किए गए तरीके को सरल बनाने के बजाय आप डिनोमिनेटर को एक बायनोमाइल सीरीज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से एक सीरीज समाधान मिलता है और यदि आप देखें कि प्रयोग में जो देखा गया है उसे संतुष्ट करने में इससे मदद मिली है यदि आप वास्तव में देखते हैं तो उसने ऐसा नहीं किया है हालांकि यह यहां क्रैक एक्सिस के साथ में नहीं दिखाया गया है यह मूल वेस्टरगार्ड समीकरण के समान कोई फ्रिंज ऑर्डर नहीं होने की पूर्वानुमान करता है हालांकि यह संशोधन सीधा था लेकिन यह संशोधन उपयोगी नहीं था आप जानते हैं जब आपके पास सीरीज टर्म्स होती हैं तो आप सामान्य रूप से सोचते हैं यदि मैं पहला टर्म लेता हूं तो समाधान निश्चित स्तर की सटीकता के लिए होता है अगर मैं कई अन्य टर्म लेता हूं तो सटीकता बढ़ती रहती है इस तरह का सामान्यीकरण आप यहां नहीं कर सकते पहला टर्म अभी भी वही है जो आपके पारंपरिक वेस्टरगार्ड समाधान में है अब हम क्या करेंगे हम वेस्टरगार्ड द्वारा मूल समाधान के कुछ पहलुओं पर भी एक नजर डालेंगे आइए देखें कि हम यहां मूल समाधान से क्या समझते हैं मुझे पता है की स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर क्या है और r और थीटा का एक फंक्शन है जो दिया गया है जैसे जैसे लोडिंग बदली जाती है आपको K I परिवर्तन का मान मिलेगा K I का मान वास्तव में स्ट्रेस फील्ड की ताकत को निर्धारित करता है मेरे पास गुणज भार हैं जो आपको एक मोड I स्थिति दे रहे हैं तो सुपरपोजिशन के सिद्धांत से आप विभिन्न प्रकार के लोडिंग के लिए K Is जोड़ सकते हैं और क्या होता है जब r 0 के करीब होता है उपगामी रूप से मान अनंत तक बढ़ जाते हैं एक वास्तविक सामग्री में यह अनंत तक नहीं जा सकता है यह केवल भौतिक व्यवहार द्वारा निर्धारित मान तक पहुंच सकता है यह हो सकता है कि अगर यह पूरी तरह से प्लास्टिक सामग्री है तो यह यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंच सकता है यदि यह वर्क हार्डनिंग के कारण वर्क हार्डनिंग सामग्री है तो यह स्ट्रेस लेवल का कुछ अन्य मान होगा क्रैक टिप पर ठीक यही होगा यह क्षेत्र कितना छोटा या कितना बड़ा है यह समस्या पर निर्भर है एक और पहलू जो हमने देखा वह यह था कि यह समाधान वास्तव में वैध है और क्रैक टिप के बहुत करीब है क्योंकि हमने एक सरलीकरण किया था z नॉट a से बहुत बहुत कम है और इसी तरह आपको मिला है जब आप इसे देखते हैं जब r तो स्ट्रेस मान का क्या होता है वे अनिवार्य रूप से 0 पर जाते हैं इसलिए आप केवल क्रैक टिप के बहुत करीब स्ट्रेस फील्ड पर प्रग्रहण कर रहे हैं और इरविन द्वारा क्या संशोधन किया गया था उन्होंने बस एक अतिरिक्त टर्म जोड़ा और मैंने पहले उल्लेख किया था कि प्रयोगात्मक फ्रिंज पैटर्न की व्याख्या करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है यद्यपि आपकी रुचि केवल K का पता लगाने में हो सकती है आप प्रयोगों से डेटा को संसाधित करते हैं और सिग्मा नॉट x के साथ साथ K I की गणना करते हैं और K I के उस मान को समस्या के प्रतिरूप के रूप में लेते हैं लेकिन लोगों ने इस व्याख्या को कई अलग अलग तरीकों से भी देखा है यदि आप मोड I समस्या के लिए वेस्टरगार्ड के दृष्टिकोण से डेरिवेशन को देखते हैं तो हमें जो भी समाधान मिला है वह बायएक्सिअल स्ट्रेस फील्ड समाधान के लिए है यह यूनिएक्सिअल स्ट्रेस फील्ड के लिए नहीं है यदि आप इरविन के संशोधन को देखते हैं तो इसे यूनिएक्सिअल स्ट्रेस फील्ड के लिए एक संशोधन के रूप में माना जा सकता है क्योंकि जो माइनस सिग्मा 𝜎 है वह अनंतता पर जाएगा और फिर बायएक्सियल भार में सिग्मा 𝜎 के साथ रद्द हो जायेगा इसलिए लोगों ने सोचा कि इरविन के संशोधन को यूनिएक्सिअल मामले के प्रतिरूप समाधान के रूप में लिया जा सकता है लेकिन अन्य तर्क भी हैं देखें कि क्या आप वास्तव में क्रैक टिप को देखते हैं सिग्मा x का मान बहुत बहुत अधिक है तो क्रैक टिप के पास सिग्मा x माइनस सिग्मा जो भी हो अभी भी बहुत छोटा होगा तो साहित्य में चर्चा की गई है कि यूनिएक्सियल स्ट्रेस फील्ड का समाधान कैसे लिया जाए यदि आप वास्तव में विकास को देखते हैं जब आपने देखा है कि K I क्या है तो हमने बायएक्सिअल लोडिंग स्थिति सिग्मा रूट पाई a के लिए कहा था तो हमारे पास K I का मान क्या है इस पर एक विश्लेषणात्मक एक्सप्रेशन है अब सवाल यह है कि यह बायएक्सिअल स्थिति के लिए डिराइव किया है क्या मैं इसे यूनिएक्सियल स्थिति के लिए उपयोग कर सकता हूं इस तरह का सवाल आता है तो लोगों ने क्या किया है फायनाइट बॉडी प्रोब्लेम्स के लिए लोगों ने बाउंड्री कॉलोकेशन समाधान विकसित किया और एक्सप्रेशन प्राप्त किया जिसमे a बाय w एक फैक्टर था जहा a बाय w के संदर्भ में एक फंक्शन है जिसे बीटा के रूप में दर्शाया गया है तो बीटा सिग्मा रुट ऑफ़ पाई a इस तरह आप फायनाइट बॉडी प्रोब्लेम्स को संभाल सकते हैं तो आपको जो ध्यान रखना होगा वह यह है कि क्रैक टिप के आसपास के फील्ड में वेस्टरगार्ड का मूल समाधान अभी भी बहुत उपयोगी है और दूसरी चीज क्या है जो आपको मिलती है जब r क्रैक टिप की ओर जाता है तो हम देखेंगे कि लाइन 0 के साथ क्या होता है जो कि क्रैक एक्सिस है तो मुझे यहाँ क्या मिलता है आप जानते हैं ये टर्म्स 0 पर जाते हैं मुझे सिग्मा x मिलता है और सिग्मा y दोनों इस तरह से व्यवहार करते हैं आपके पास क्रैक टिप के सामिप्य में सिग्मा x के बराबर सिग्मा y है और बाद में जब हम यह देखने जा रहे हैं कि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार क्या है तो मैंने सॉलिड मैकेनिक्स की समीक्षा में पहले ही एक समस्या दी थी स्ट्रेसेस के स्तर का पता लगाएं जब आपके पास प्लेन स्ट्रेस के साथ साथ प्लेन स्ट्रेन में सिग्मा x के बराबर सिग्मा y हो यह क्रैक टिप के पास जो होता है उससे आता है वेस्टरगार्ड समाधान आपको क्रैक टिप के पास देता है क्रैक टिप्स पर सिग्मा xऔर सिग्मा y दोनों इस तरह हैं जब आप x दिशा के साथ जाते हैं तो वे उपगामी रूप से अनंत तक बढ़ जाते हैं और शून्य हो जाते हैं लेकिन वास्तव में क्रैक टिप का क्या होगा स्ट्रेस फील्ड नियर द ब्लन्टेड क्रैक टिप बाय क्रीगर एंड पैरिस क्रैक टिप शार्प नहीं होने वाली है एक वास्तविक सामग्री में क्रैक टिप ब्लंट हो जाएगी इसलिए लोगों ने समाधान को एक अलग नजरिए से भी देखा यह क्रीगर और पेरिस द्वारा 1967 में किया गया था जिन्होंने एक ब्लन्टेड क्रैक टिप होने पर स्ट्रेस फील्ड का पता लगाने की कोशिश की समाधान कैसे बदलता है आपके पास समाधान का यह वेस्टरगार्ड भाग था और आपके पास K I बाय रुट ऑफ़ 2 पाय r रो बाय 2 r मल्टिप्लाय माइनस कॉस 3 थीटा बाय 2 कॉस 3 थीटा बाय 2 माइनस साइन 3 थीटा बाय 2 दोनों के बीच क्या अंतर है पहले के मामले में क्रैक टिप बहुत शार्प थी दूसरे मामले में क्रैक टिप ब्लंट है तो जब क्रैक टिप ब्लंट हो तो क्या सिग्मा x स्ट्रेस घटक का क्या होगा इसे 0 पर जाना है क्योंकि यह एक मुक्त सतह बन जाती है जब शार्प पॉइंट हो तो कहानी कुछ और ही होती है और जब आप क्रीगर समाधान को देखते हैं तो उन्होंने यह किया है कि उन्होंने इसे रूट रेडियस रो माना है और क्रैक टिप की दूरी क्रैक के किनारे से रो बाय 2 लिया जाता है इस प्रकार माप किया जाता है तो अगर मुझे यह पता लगाना है कि क्रैक टिप पर क्या होता है तो मुझे रो बाय 2 के मान को प्रतिस्थापित करना होगा इसलिए जब मैं थीटा के मान को 0 के बराबर और r को रो बाय 2 से प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे एक समाधान मिलता है जो आपके सामान्य ज्ञान से समझ में आता है आपको एक समाधान मिलता है जहां सिग्मा x 0 के बराबर होता है और आपको सिग्मा y भी एक परिमित मान के अंदर मिलता है यह अब अनंत नहीं है जब से इंग्लिस ने बताया कि क्रैक बहुत खतरनाक हैं कई वैज्ञानिकों ने यह समझने में योगदान दिया है कि क्रैक टिप पर क्या होता है तो क्रीगर का समाधान काफी उपयोगी है यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपके पास यह ब्लंट की तरह है और इस ब्लंट का हिसाब एक रुट रेडियस रो लेकर है और अगर आप स्ट्रेस फील्ड को देखें तो यह कुछ इस तरह होगा आपके पास यहां एक ब्लंट क्रैक टिप है शार्प के रूप में दिखाया गया है लेकिन कल्पना कीजिए कि यह एक ब्लंट क्रैक टिप है और मेरे पास इस तरह सिग्मा x की कुछ भिन्नता है क्रैक टिप पर यह 0 है और सिग्मा y और सिग्मा x भिन्न हैं और सिग्मा x कम दूरी पर अधिकतम मान तक पहुंच जाता है और यह कुछ और नहीं बल्कि क्रीगर समाधान है जिसे मैंने जल्दी दिखाया है तो यहाँ ध्यान इस बात पर है कि आपको ब्लंट क्रैक टिप पर एक सिग्मा x का मान 0 मिल रहा है और सिग्मा x कम दूरी पर अधिकतम तक पहुँच जाता है और आपका सिग्मा y का मान अनंत नहीं है लेकिन यह बहुत बड़ा है लेकिन यह एक सीमित मान है अब हम जो देखेंगे वह यह है कि हम जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट फील्ड का पता लगाएंगे हम अभी भी वेस्टरगार्ड समाधान का ही उपयोग करेंगे वेस्टरगार्ड पद्धति से आप इसे यूनिएक्सियल लोडिंग स्थिति के लिए प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन हमने देखा है जो भी अंतिम समाधान आपको मिलता है वह काफी अच्छा है जो क्रैक टिप व्यवहार का अच्छी तरह दर्शाने के लिए पर्याप्त है डिस्प्लेसमेंट फील्ड इन प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ़ स्ट्रेस फंक्शन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ़ पोलर कोऑर्डिनेट्स इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट फील्ड में जाते हैं और यहां हम फिर से क्या करेंगे हम इसे स्वयं स्ट्रेस फंक्शन के आधार पर विकसित करेंगे और यहाँ क्या किया जाता है क्योंकि हम मोड I पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वेस्टरगार्ड द्वारा दिए गए स्ट्रेस फंक्शन को कैपिटल Z 1 और Z 1 प्राइम के रूप में दर्शाया गया है और इसी तरह पहले की चर्चा में हमने इसे कॅपिटल Z के रूप में रखा था क्योंकि वेस्टरगार्ड ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए स्ट्रेस फील्ड प्राप्त करने के लिए उस मूल समाधान का उपयोग किया था अब हम मोड I मोड II और मोड III पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं प्रासंगिक वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन में अंतर करने के लिए हम उन्हें Z 1 Z 2 Z 3 जैसा भी मामला हो के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ हमारे पास यह कैपिटल Z 1 है और Z 1 को इस तरह लेने से क्या फायदा है संदर्भ एक्सिस क्रैक टिप का केंद्र होगा संदर्भ एक्सिस का ओरिजिन क्रैक टिप का केंद्र होगा यदि मैं Z को संशोधित करता हूं तो आप यह भी देख सकते हैं कि क्रैक टिप पर क्या होता है आप जानते हैं वास्तव में जब मैं डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र प्राप्त करना चाहता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड प्राप्त करना चाहता हु जब क्रैक सेंटर और क्रैक टिप ओरिजिन पे है जब मैं फ्रैक्चर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता हूं तो मैं उनका उचित तरीके से उपयोग करूंगा रुचि में से एक यह है कि हम दिए गए लोडिंग के तहत देखना चाहते हैं कि क्रैक कैसे खुलती है उसके लिए क्रैक केंद्र के साथ डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र का पता लगाना उपयोगी है और हम इसे प्लेन स्ट्रेस के साथ साथ प्लेन स्ट्रेन के लिए भी विकसित करेंगे इसलिए स्ट्रेस सूत्रीकरण के मामले में हम पहले स्ट्रेस प्राप्त करते हैं स्ट्रेसेस से हमें स्ट्रेन घटक प्राप्त होंगे प्लेन स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध इस प्रकार दिया गया है और आपको उचित स्ट्रेस का मान डालने में बहुत सावधान रहना होगा तो xx1Exx yy इसी तरह आप एप्सिलॉन y y के साथ साथ एप्सिलॉन x y के लिए भी लिख सकते हैं तो स्ट्रेस निर्माण के मामले में हम पहले स्ट्रेस प्राप्त करते हैंस्ट्रेस स्ट्रेन संबंध का उपयोग करते हुए उपभेदों का मूल्यांकन करें और ये उपभेद डिस्प्लेसमेंट मात्राओं से संबंधित हैं तो उपभेदों से हमें डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना होगा और हम आपके सॉलिड मैकेनिक्स से जानते हैं कि xx∂ u∂ x और yy∂ v∂ y है और अब हमने जो किया है वह स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से है हमने स्ट्रेन मात्राएं लिखी हैं तो xx1EReZ1 yImZ1 ReZ1yImZ1 और एप्सिलॉन y y बहुत समान है यहाँ साइन में परिवर्तन है अन्यथा मूल एक्सप्रेशन बहुत समान दिखते हैं और मेरे पास यह शीयर स्ट्रेन है जिसमें हमने G के मान को इस तरह से बदल दिया है हम E को 2 G मल्टिप्लाय 1 प्लस न्यू के बराबर जानते हैं तो इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है और हमने इसे यहां E के रूप में लिखा है माइनस वन ऑफ़ वन प्लस न्यू डिवाइडेड बाए यंग मॉडुलस y रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम देखिए स्ट्रेन से डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है आपको बहुत सावधान रहना होगा यदि मेरे पास केवल ux और vy है कोई अन्य अंतर्संबंध नहीं है तो कार्यप्रणाली सरल है मैं सीधे एक्सप्रेशन एक और एक्सप्रेशन दो को इंटेग्रेट कर सकता हूं और कह सकता हूं कि यह डिस्प्लेसमेंट फील्ड है मेरे पास यहां क्या है मेरे पास u बाय x के लिए एक एक्सप्रेशन है मेरे पास v बाय y के लिए एक एक्सप्रेशन है मेरे पास उनके बीच एक एक्सप्रेशन अंतर्संबंध भी है जो uyvx को एप्सिलॉन x y के रूप में दिया गया है तो u और v के लिए जो भी हल हो मुझे यह समीकरण भी संतुष्ट होने के लिए मिलता है कि आप को गणित में ध्यान रखना है अब हम क्या करेंगे इसे यंग मॉडुलस के रूप में रखने के बजाय हम इसे G के पदों में बदल देंगे जो हम अगली स्लाइड में करने जा रहे हैं और टर्म्स को समूहित करेंगे तो आपके पास यहां जो है वह है डाउ u बाय डाउ x इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स G ऑफ़ 1 माइनस न्यू डिवाइड बाय 1 प्लस न्यू मल्टिप्लिएड बाय रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम तब आपके पास डाउ v by डाउ y के लिए एक्सप्रेशन है तो इन्हें सावधानी से समूहीकृत किया जाता है ताकि आपके पास वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन की टर्म्स एक साथ समूहीकृत हों मेरे पास यह 1 बाय 2 G ईंटो 1 माइनस न्यू डिवाइड बाय 1 प्लस न्यू रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 प्लस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम हम इसे अभी भी Z 1 के रूप में रखेंगे और गणना जारी रखेंगे अंत में हम ओरिजिन के रूप में क्रैक टिप के साथ समाधान के एक सेट को देखेंगे ओरिजिन के रूप में क्रैक केंद्र के साथ समाधान का एक और सेट हम r और थीटा के रूप में एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे तब तक हम उन्हें केवल कैपिटल Z के रूप में ही रखेंगे अत इंटीग्रेशन पर u और v के लिए एक्सप्रेशन इस प्रकार प्राप्त होता है ये लंबे एक्सप्रेशंस हैं कृपया इन्हें लिखने के लिए कुछ समय दें तो मेरे पास u इक्वल टू 1 बाय 2 G मल्टिप्लाय 1 माइनस न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस न्यू रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 है और मैंने यहां एक फंक्शन जोड़ा है आप जानते हैं कि आपको इसे ध्यान में रखना होगा हमारे पास डाउ u बाय डाउ x का एक्सप्रेशन है तो जब मुझे इसका इंटीग्रेशन मिलता है तो मेरे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा वह इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वास्तव में y का एक फंक्शन है जब मेरे पास डाउ u बाय डाउ x के संदर्भ में मूल एक्सप्रेशन है जहां तक x के संबंध में इंटीग्रेशन का संबंध है यह एक कॉन्स्टेंट की तरह व्यवहार करता है जब मैं डाउ v बाय डाउ y के पास जाता हूँ मै इसे इंटेग्रेट करता हु तो मुझे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मिलता है जो की x का फंक्शन है तो मेरे पास v इक्वल टू 1 बाय 2G ऑफ़ 2 बाय 1 प्लस न्यू मल्टिप्लिएड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 होगा इसलिए जब मैं इसे y के संबंध में करता हूं तो फंक्शंस में एक फ्लिप ओवर के साथ साथ साइन परिवर्तन का भी ध्यान रखें इसके लिए आपको कॉची रीमैन कंडीशन को देखना होगा और अपनी समझ को स्पष्ट करना होगा तो u और v का हल तभी पूरा होगा जब मैं यह भी मूल्यांकन करूँ कि f और g क्या हैं यदि मैं इन दोनों को जानता हूँ तो मैं u और v के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकता हूँ और यही यहाँ संक्षेप में है f जो की इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है जो केवल y का फंक्शन हो सकता है इसी प्रकार g केवल x का फंक्शन है और मैंने एक बयान दिया है कि फ्रैक्चर की समस्याओं के लिए f और g को सामान्यता खोए बिना 0 से इक्वेट किया जा सकता है जिससे हमारा जीवन सरल हो जाता है लेकिन हम क्या करेंगे हम वास्तव में जाकर पता लगाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है इसलिए इसके लिए मुझे यह देखने की जरूरत है कि इस एक्सप्रेशन का क्या होगा क्योंकि हमने देखा था आपके एप्सिलॉन x y के रूप में डिस्प्लेसमेंट के बीच भी हमारा अंतर्संबंध है तो मुझे 12∂u∂y∂v∂x को इव्यालूएट करना होगा हमें u और v के लिए पहले से ही इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के रूप में एक्सप्रेशन मिल गया है जो वास्तव में y और g के फंक्शन हैं मैं वह विस्तारपूर्वक नहीं कर रहा हूं इसलिए अपने कमरे में वापस जाएं और इसे जांचें इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यह 0 के बराबर मिलता है इसलिए आपको इसे स्थानापन्न करना होगा और फिर मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने कमरों में सत्यापित करें तो डाउ f डिवाइडेड बाय डाउ y प्लस डाउ g डिवाइडेड बाय डाउ x इक्वल टू 0 जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको यही मिलता है और इसे इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है कि डाउ f बाय डाउ y के बराबर माइनस डाउ g बाय डाउ x के बराबर A और A एक कॉन्स्टेंट है और हम जांच करेंगे कि इसका क्या प्रभाव है मान लीजिए कि मैं वापस जाता हूं और डिस्प्लेसमेंट फील्ड को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका क्या होता है इसलिए जब मैं इसे इंटेग्रेट करता हूं तो मुझे f के बराबर A y प्लस B Ay Bऔर g के बराबर माइनस A x प्लस C Ax C मिलता है और ये कॉन्स्टेंट हैं वे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हैं तो अब मुझे पता है कि f और g क्या है इसलिए जब मैं u और v या u x और u y के लिए एक्सप्रेशन में स्थानापन्न करता हूँ जिस तरह से आप इसे देखते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने कमरों में एक अभ्यास के रूप में करें मैं u x को एक कॉन्स्टेंट B के रूप में और u y को दूसरे कॉन्स्टेंट C के रूप में प्राप्त करता हूँ और हमारा समाधान प्रभावित नहीं होगा यदि मैं सामान्यता खोए बिना लेता हूं तो इन्हें 0 पर सेट किया जाता है आप थ्योरी ऑफ़ इलास्टिसिटी में जानते हैं हालांकि आपने स्ट्रेस सूत्रीकरण के आधार पर समस्याओं को हल किया है केवल कुछ मामलों के लिए शायद आगे बढ़ गए होंगे और स्ट्रेन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का मूल्यांकन किया अगर आपने वो एक्सरसाइज की होगी तो यहां भी एक्सरसाइज वैसी ही है और अब हम देखते हैं कि रोटेशन क्या है रोटेशन को एक प्रतीक ओमेगा दिया जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि 1 हाफ ऑफ़ डाउ u बाय डाउ y माइनस डाउ v बाय डाउ x है तोरिजिड बॉडी के रोटेशन की दिशा में फ़ंक्शन f और g का योगदान वह है जो आप इसे यहां प्राप्त कर रहे हैं ओमेगा A प्लस A के आधे के बराबर है जो एक कॉन्स्टन्ट A तक कम हो जाता है A घटक के रिजिड बॉडी के रोटेशन से मेल खाता है और इसे व्यापकता खोए बिना 0 तक सेट किया जा सकता है तो हम वास्तव में इसे क्या देख रहे हैं हमने कहा है कि जब आप डाउ u बाय डाउ x को इंटेग्रटे करते हैं तो मेरे पास y के फ़ंक्शन के रूप में दिखने वाला एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा जब मैं डाउ v बाय डाउ y को इंटेग्रटे करता हु तो मेरे पास x के फंक्शन के रूप में दिखने वाला एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा जो कि g x है व्यापकता खोए बिना एक विस्तृत विश्लेषण से यह दर्शाता है कि वे केवल रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन को दर्शाते हैं हम उन्हें 0 बना सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फील्ड अंत में इस तरह से प्राप्त किया जाता है u को 1 बाय 2 G ऑफ़ 1 माइनस न्यू डिवाइड बाय 1 प्लस न्यू मल्टिप्लाय रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 और v को 1 बाय 2 G ऑफ़ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस न्यू मल्टिप्लाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 इस प्रकार दिया जाता है आप जानते है की हमारी रूचि डिस्प्लेसमेंट फील्ड प्राप्त करना है ओरिजिन के रूप में क्रैक सेंटर और ओरिजिन के रूप में क्रैक टिप से इसलिए ओरिजिन के रूप में क्रैक केंद्र के लिए स्ट्रेस फ़ंक्शन का उपयोग Z 1 के बराबर सिग्मा z डिवाइड बाय रुट ऑफ़ z स्क़्वेअर माइनस a स्क़्वेअर ओरिजिन के रूप में क्रैक टिप के लिए Z 1 के बराबर K I डिवाइड बाय रुट ऑफ़ 2 पाय Z नॉट मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि जब आप एक किताब लेते हैं तो वे एक एक्सप्रेशन देते हैं आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है कि वे एक्प्रेशन क्रैक केंद्र या क्रैक टिप से संबंधित हैं या नहीं यह आपको ध्यान में रखना होगा और यह भी कि क्या यह प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन से संबंधित है आइए अब हम प्लेन स्ट्रेन के मामले में डिस्प्लेसमेंट फील्ड का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी स्ट्रेस स्ट्रेन संबंधों को जानते हैं ये यहां सुविधा के लिए लिखे गए हैं एप्सिलॉन x x बराबर 1 माइनस न्यू स्क्वेर्ड बाय यंग मॉडुलस E से मल्टिप्लाय करके सिग्मा x x माइनस न्यू बाय 1 माइनस न्यू मल्टिप्लाय सिग्मा y y किया जाता है एप्सिलॉन y y बराबर 1 माइनस न्यू स्क़्वेअर बाय यंग मॉडुलस E से मल्टिप्लाय करके सिग्मा y बाय माइनस न्यू टाइम्स 1 माइनस न्यू मल्टिप्लाय सिग्मा x x किया जाता है और यदि आप वास्तव में इन दो एक्सप्रेशन को देखें तो क्या आप यंग मॉडुलस और पॉइसन रेश्यो में कुछ संशोधन करके उन्हें अपने प्लेन स्ट्रेस मामले से प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप उस एक्सप्रेशन को देखें तो यंग मॉडुलस के बजाय आप E बाय वन माइनस न्यू स्कवेयर ले सकते हैं पॉइसन रेश्यो न्यू के बजाय आप इसे न्यू बाय 1 माइनस न्यू ले सकते हैं आपको प्लेन स्ट्रेस से लेकर प्लेन स्ट्रेन तक मिलेगा और आप किताबों में जगह बचाना जानते हैं वे एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसे इस तरह से बदलें इसे प्लेन स्ट्रेन के लिए प्राप्त करें इलास्टिसिटी की किताबों में यह बहुत आम है और आपके एप्सिलॉन x y को 1 प्लस न्यू डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ईंटो टाउ x y दिया जाता है इसलिए मैं इन स्ट्रेस घटकों को मूल समीकरण में प्रतिस्तापित कर सकता हूं इसलिए मुझे वेस्टरगार्ड के स्ट्रेस फंक्शन से संबंधित स्ट्रेन कॉनटीटीज निम्नानुसार मिलती है यह काफी लंबा है कृपया इसे लिखने के लिए कुछ समय दें तो मुझे एप्सिलॉन xx इक्वल टू 1 माइनस न्यू स्क़्वेअर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस मल्टिप्लिएड बाय रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम माइनस न्यू बाय 1 माइनस न्यू रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 प्लस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम फिर मैं यह भी देखता हूं कि एप्सिलॉन yy क्या है जो कि 1 माइनस न्यू स्क़्वेअर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलुस ईंटो रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 प्लस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम माइनस न्यू बाय 1 माइनस न्यू रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम तो हम क्या करेंगे हम Z 1 और Z 1 प्राइम से जुड़े टर्म को समूहित करेंगे और एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे क्योंकि यह बाद में हमारे जीवन को सरल बना देगा तो मुझे मिलता है डाउ u x बाय डाउ x इक्वल टू 1 माइनस न्यू स्क़्वेअर बाय यंग मॉडुलस 1 माइनस न्यू बाय 1 माइनस न्यू मल्टिप्लिएड बाय रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 माइनस 1 प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम फिर एप्सिलॉन y y इक्वल टू डाउ u y डिवाइडेड बाय डाउ y इक्वल टू वन माइनस न्यू स्क़्वेअर बाय यंग मॉडुलस मल्टिप्लिएड 1 माइनस न्यू बाय 1 माइनस न्यू रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 प्लस 1 प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 प्राइम देखें एक्सप्रेशन लंबे हैं मुझे उम्मीद नहीं है कि आप याद रखेंगे लेकिन फिर भी आपके नोट्स में ये एक्सप्रेशन होने चाहिए वास्तव में आपकी परीक्षा के लिए मैं आपको A 4 साइज की शीट के दो पक्षों की अनुमति दूंगा जहां आपके पास ऐसे सूत्र हो सकते हैं जो आपको लगता है कि प्रासंगिक हैं और लिखे जा सकते हैं क्योंकि इस तरह के एक कोर्स में आपको बड़े एक्सप्रेशंस का सामना करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है यह आपकी याददाश्त की परीक्षा नहीं है लेकिन आपको उन समीकरणों की जरूरत है और मैं इस बात पर जोर देता रहा हूं कि इन समीकरणों को क्रैक टिप या क्रैक केंद्र के संबंध में संदर्भित किया जाता है या नहीं उन नोट्स को भी ठीक से बनाएं और आपके नोट्स में संक्षेप में समीकरणों का एक अच्छा सेट होगा और प्लेन स्ट्रेस की स्थिति को विकसित करते समय हमने देखा है कि इंटीग्रेशन कोंस्टनट शून्य पर जा सकते हैं इसलिए हम उस समझ का लाभ उठाते हैं मैं स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन को इंटेग्रेट करता हूं और डिस्प्लेसमेंट u को 1 बाय 2 G ईंटो 1 माइनस 2 न्यू मल्टिप्लिएड बाय रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 क्या अब आप u के लिए अपने प्लेन स्ट्रेस एक्सप्रेशन पर जा सकते हैं क्या आपको u के प्लेन स्ट्रेस एक्सप्रेशन से u के लिए प्लेन स्ट्रेन एक्सप्रेशन मिलता है मुझे पॉइसन अनुपात में कुछ छोटे बदलाव करने हैं यदि आप प्लेन स्ट्रेस समीकरण में न्यू को 1 माइनस न्यू से प्रतिस्तापित करते हैं तो आपको वह समीकरण प्राप्त होगा जो आपको प्लेन स्ट्रेन में मिला है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट घटक v के रूप में 1 बाय 2 G 2 ईंटो 1 माइनस न्यू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 बार माइनस y रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 और यहां फिर से इस पर जोर दिया गया है क्योंकि एक्सप्रेशन अभी भी स्ट्रेस फंक्शन के संदर्भ में हैं स्केच भी बनाओ स्केच भी बनाओ हालांकि यह बहुत ही निदर्शी है आप क्रैक टिप को ओरिजिन के रूप में ले रहे हैं और प्रासंगिक स्ट्रेस फंक्शन Z 1 इक्वल टू K I बाय रुट ऑफ़ 2 पाय z नॉट है और यहाँ आपके पास क्रैक केंद्र है जिसे ओरिजिन के रूप में संदर्भित किया गया है और Z 1 को zz2 a2 दिया गया है इसलिए मैं इस स्ट्रेस फ़ंक्शन का उपयोग करके केंद्र के संबंध में संदर्भित हो सकता हूं इस स्ट्रेस फ़ंक्शन के साथ टिप के संबंध में संदर्भित किया जा सकता है तो अनिवार्य रूप से मुझे यह जानना होगा अगर मुझे r और थीटा के संदर्भ में पता लगाना है तो मुझे यह जानना होगा कि Z 1 क्या है और Z 1 बार क्या है यही मुझे जानना होगा और यह सिर्फ आपके नोट्स को सत्यापित करने के लिए है यह सब यहाँ संक्षेप में है इस स्लाइड में आपके पास प्लेन स्ट्रेस के साथ साथ प्लेन स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट फील्ड यदि आपने कोई टाइपोग्राफ़िकल एरर की है तो कृपया इसे देखते हुए सत्यापित करें और उन्हें ठीक करें अब देखें मैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड को अर्हता प्राप्त करने जा रहा हूं जो कि क्रैक टिप के बहुत करीब है क्योंकि मैं स्ट्रेस फ़ंक्शन Z 1 का उपयोग K I बाय रुट ऑफ़ 2 पाय Z नॉट से करने जा रहा हूं जिस क्षण मैं इसे लाता हूं आपको समझना होगा कि यह एक बहुत ही निकट टिप फ़ील्ड समीकरण है इस मामले में ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट फील्ड हो और आप पहले ही देख चुके हैं कि इसे कॉस और थीटा के संदर्भ में कैसे लिखा जाता है तो Z 1 और कुछ नहीं बल्कि KI2rcos2 isin2 हैं स्ट्रेस फील्ड समीकरण विकसित करते समय आपने इस सरलीकरण को देखा था स्ट्रेस फील्ड समीकरण में हम Z 1 और Z 1 प्राइम की चिंता कर रहे थे और यहां हम Z 1 और Z 1 बार के बारे में चिंता करने जा रहे हैं तो मेरे पास यह एक्सप्रेशन है इसलिए जब मुझे यह पता लगाना है कि Z 1 बार क्या है जो और कुछ नहीं बल्कि 212KIz0 हैं और इसे इस रूप में लिखा जा सकता है 2r12KIcos2isin 2 तो अब मेरे पास r और थीटा के संदर्भ में Z 1 के साथ साथ Z 1 बार की एक्सप्रेशन है इसलिए मैं इसे एक्सप्रेशन में स्थानापन्न कर सकता हूं और डिस्प्लेसमेंट फील्ड को r और थीटा के रूप में प्राप्त कर सकता हूं जो कि उतना ही सरल है और यहाँ जो लिखा गया है वह यह है कि मेरे पास प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन दोनों के लिए एक्सप्रेशन हैं आपकी समझ को बहुत स्पष्ट करने के लिए आरेख इस बात पर फिर से जोर देता है कि डिस्प्लेसमेंट फील्ड के लिए आप जो भी समाधान देखते हैं उसे ओरिजिन के रूप में क्रैक टिप कहा जाता है तोप्लेन स्ट्रेस स्थिति मेरे पास u डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन है जो u x के रूप में दिया गया है v डिस्प्लेसमेंट जिसे u y के रूप में दर्शाया जाता है और w डिस्प्लेसमेंट जिसे u z के रूप में दर्शाया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है आपको इसे नहीं भूलना चाहिए हम उनमें से प्रत्येक को देखेंगे ux KIGr2 cos 21 1sin2 2 uy KIGr2 sin 221 cos2 2 uz 2EKI r2 cos 2B आप जानते हैं कि मैंने बहुत अधिक स्ट्रेस वैल्यूज के कारण क्रैक टिप के आसपास के फील्ड में उल्लेख किया था आपको लेटरल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा वास्तव में हमने इसे डिंपल के रूप में देखा और अब आपके पास यह है कि आपके पास उस डिस्प्लेसमेंट के लिए ही एक एक्सप्रेशन है एक सामान्य समस्या में डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा होगा क्योंकि आपके पास क्रैक की समस्या है मेरे पास K का मान है और यदि आप क्रैक टिप के करीब के मापदंडों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह मान काफी महत्वपूर्ण है आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और यदि B मॉडल की मोटाई है तो u z डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए आपको इसे B से मल्टिप्लाय करना होगा इसलिए यदि मुझे यह एक्सप्रेशन प्राप्त करना है तो मैं बस इसमें न्यू को 1 से प्रतिस्तापित कर सकता हूं और यह एक्सप्रेशन भी प्राप्त कर सकता हूं इसे लिखने के लिए अपना समय लें तो यह आपको प्लेन स्ट्रेस के साथ साथ प्लेन स्ट्रेन के मामले के लिए बहुत निकट टिप डिस्प्लेसमेंट फील्ड समीकरण देता है जब आप डिस्प्लेसमेंट फील्ड की तुलना स्ट्रेस फील्ड से करते हैं तो क्या मिलता है आपके सामने एक्सप्रेशन है और हमने देखा था कि स्ट्रेस फील्ड के मामले में जब आप क्रैक टिप के बहुत करीब जाते हैं तो स्ट्रेस बहुत अधिक हो जाता है व्यावहारिक सामग्री में यह बहुत अधिक नहीं जा सकता है इसे यील्ड स्ट्रेंथ या जो कुछ भी वर्क हार्डनिंग प्रोसेस होती हैं तो स्ट्रेस वैल्यू अभी भी सीमित होंगे लेकिन बहुत अधिक होंगे जब आप एक डिस्प्लेसमेंट फील्ड को देखते हैं तो क्या आप क्रैक टिप पर बहुत अधिक डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते तो कोई सिंगुलरिटी जुड़ी नहीं है जब r 0 पर जाता है तो इन डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेंट्स का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेन्ट भी 0 पर जाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही दिशा में हैं यह आपके लिए एक और जाँच है आपके द्वारा नियोजित गणित का तरीका सुसंगत रहा है हमें एक स्ट्रेस फील्ड के मामले के लिए सिंगुलर समाधान मिला है डिस्प्लेसमेंट के मामले में हमें एक बॉउंडेड समाधान मिला और आप जानते हैं कि किताबें इन एक्सप्रेशन को विभिन्न रूपों में देती हैं आप जानते हैं कि यह वांछनीय है कि आपके पास सभी संभावित तरीकों से एक्सप्रेशन उपलब्ध हों पुस्तकें आपको प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन के संयुक्त एक्सप्रेशन भी देती हैं आप उन्हें लिख सकते हैं uxKI2Gr2cos2 12sin22 uyKI2Gr2sin21 2cos22 इसलिए जब आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस को समझना चाहिए जो आपने कक्षा में देखे हैं यह पृष्ठों को बचाने के लिए अनिवार्य रूप से एक सुविधाजनक रूप में डिस्प्लेसमेंट फील्ड को दर्शाने के अलावा और कुछ नहीं है ऐसा लोगों ने सोचा है लेकिन अलग अलग किताबों में एक्सप्रेशंस अलग अलग दिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे देखना है और ध्यान रहे कि यहाँ प्लेन स्ट्रेस परिस्थिति के लिए u z नहीं दिया गया है तो आपको प्लेन स्ट्रेस के बारे में जानना होगा आपके पास भी u z है और आप जानते हैं कि किसी टाइपोग्राफ़िकल एरर की जांच के लिए इन एक्सप्रेशंस को कई बार वेरिफाइड किया जाता है फिर भी मैं आपसे इन समीकरणों में से किसी एक में किसी भी क्लेरिकल एरर की जांच करने का अनुरोध करूंगा और आपको यह फ़िल्टर करना होगा कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से एक्सप्रेशंस महत्वपूर्ण हैं वह एक अलग एक्सरसाइज है ठीक है क्योंकि मैं यह उम्मीद नहीं करता कि आप याद रखेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है वह निर्णय जो तुम्हें करना होगा वह अपने आप में एक समझ है ठीक है उन चीजों में से एक देखें जिनका मैं पिछली कक्षाओं में उल्लेख कर रहा था जब क्रैक खुलती है तो यह एक एलिप्स की तरह खुलती है मैं यही उल्लेख कर रहा हूं आप जानते हैं कि जब मैं इस तरह का बयान देता हूं एक बार जब आपको डिस्प्लेसमेंट फील्ड मिल जाता है तो आप जानते हैं आपको इसका मूल्यांकन भी करना होगा और इसे योग्य बनाना होगा और अपने आप को फिर से आश्वस्त करें हाँ क्रैक वास्तव में एक दीर्घवृत्त की तरह खुलती है तो हमें उस पर गौर करना होगा और हमारे पास पहले से ही Z 1 के लिए एक्सप्रेशन है और जब मैं यह करना चाहता हूं मैं क्रैक केंद्र को ओरिजिन की तरह देखना चाहता हूं तो मैंने लिया है Z1z Z1zdz और यह डिस्प्लेसमेंट क्या है यह और कुछ नहीं बल्कि y डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मुझे u y के एक्सप्रेशन को देखना होगा और यह इस प्रकार दिया गया है uy12G21Im Z1 yRe Z1 वास्तव में हम मामले के लिए डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने जा रहे हैं जब y 0 के बराबर है क्योंकि यही क्रैक को परिभाषित करता है तो आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि y0 के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन क्या है और जब आप यहां देखते हैं तो यह समानयन हो जाता है क्योंकि जब आप y को 0 के बराबर रखते हैं तो यह टर्म समाप्त हो जाता है तो अनिवार्य रूप से आपको गणना करनी होगी कि Z 1 बार का काल्पनिक भाग क्या है और Z1 बार इस तरह से दिया गया है अब आपको जाकर इस समीकरण को इंटेग्रेट करना है और पता लगाना है कि आपको अंतिम एक्सप्रेशन क्या मिलता है वास्तव में अगले दो तीन क्लासेस के लिए आप जानते हैं कि मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आप टेबल ऑफ़ इन्टेग्रल्स का संदर्भ लें और यह भी कि जब आपके पास नुमेरटर या डिनोमिनेटर में वर्गमूल में फंक्शन्स होते है तो हमारे पास वेरिएबल का प्रतिस्थापन होगा और फिर इसे करें उन स्टेप्स को भी देखिए इसलिए टेबल ऑफ़ इन्टेग्रल्स को देखने के लिए अपना समय निकालें इससे आपको क्लास में इंटीग्रेशन करने में मदद मिलेगी और मेरे साथ अपने समाधान को सत्यापित करने में मदद मिलेगी और अंत में प्रासंगिक समीकरणों पर पहुंचेंगे जो रुचि के हैं इसलिए इस क्लास में हमने जो देखा वह था शुरू में हमने वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फील्ड में इरविन के संशोधन को देखा वहां हमने देखा कि उनका संशोधन बहुत ही सरल था और साथ ही वास्तविक प्रयोग में देखे गए फ्रिंज को मॉडल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था तो एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से आप K I और साथ ही सिग्मा नॉट x का मूल्यांकन करेंगे और आप अपने सभी फ्रैक्चर कैलकुलेशन के लिए K I का वह मान लेंगे और मैं यह भी उल्लेख करता हूं साहित्य में एक बहस थी कि वेस्टरगार्ड समाधान का उपयोग यूनिएक्सियल लोडेड स्थिति के लिए कैसे किया जाए लोगों ने कहा है कोई कैंडिडेट के रूप में इरविन के संशोधनों के बारे में सोच सकता है लेकिन फिर भी बाद की क्लास में चूंकि सभी बॉडीज सीमित हैं हम देखेंगे कि परिमित बॉडी की समस्याओं के लिए स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर का पता कैसे लगाया जाए बायएक्सिअल भार के साथ एक इनफायनाइट बॉडी के लिए यह KIa निकला मूल संरचना अभी भी वही रहेगी लेकिन हमारे पास अतिरिक्त फैक्टर्स होंगे और हमने ब्लंटेड क्रैक टिप के मामले को भी देखा है स्ट्रेस फील्ड कैसे बदलता है आपके पास क्रैक टिप पर सिग्मा x नहीं हो सकता है यह 0 होना चाहिए और आपके पास सिग्मा y का परिमित मान भी होगा यह क्रीगर और पेरिस द्वारा किया गया था फिर बाद में हम डिस्प्लेसमेंट फील्ड को देखने के लिए आगे बढ़े हमने स्ट्रेस फंक्शन के संदर्भ में बनाए रखा ताकि हम क्रैक सेंटर को ओरिजिन या क्रैक टिप को ओरिजिन के रूप में लेकर समाधान प्राप्त कर सकें हमें वास्तव में क्रैक टिप को ओरिजिन लेकर एक्सप्रेशन प्राप्त हुए हमने इसे प्लेन स्ट्रेस केस प्लेन स्ट्रेन केस के लिए देखा है और हमने यह भी देखा कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे संयोजित किया जाए और एक एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाए और हमने प्लेन स्ट्रेस के मामले में डिस्प्लेसमेंट u z कॉम्पोनेन्ट की भूमिका पर भी बल दिया